नमस्कार मैं जयंत चटर्जी आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर हूं और जैसा कि आप जानते हैं हम प्रबंध सेवाओं पर इन 8 हफ्तों में बातचीत कर रहे हैं और हम सेवा प्रबंधन सेवा व्यवसाय और आज की अर्थव्यवस्था में इसके महत्व से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों को देख रहे हैं आज मैं काफी दिलचस्प समकालीन व्यवसाय मॉडल में से एक पर ध्यान केंद्रित करूंगा मैंने इस पाठ्यक्रम के शुरुआत में और पिछले कुछ सत्रों में इस नए व्यवसाय मॉडल का उल्लेख किया है जो कि उत्पाद सेवा प्रणालियों की अवधारणा है जिसे PSS के रूप में जाना जाता है यह अवधारणा सरल है और इस अवधारणा के बारे में सेवा विज्ञान से संबंधित विषयों में बात की गई है लेकिन हाल ही में इस अवधारणा को अक्सर पर्यावरण के प्रति जागरूक हरित अर्थव्यवस्था के प्रतिपादकों द्वारा व्यापार मॉडलिंग की पसंदीदा प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है और हम देखेंगे क्यों यह हमारे ग्रह और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर स्वच्छ हरियाली वाली दुनिया बनाने के लिए महत्वपूर्ण है अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आप अब व्यापार के पारंपरिक मॉडल को देख रहे हैं तो हमारे पास बाएं हाथ की तरफ इनपुट हैं जो कच्चे माल के रूप में हैं कभी कभी इन कच्चे माल को घटकों के रूप में संसाधित किया जाता है कभी कभी उप प्रणालियों के रूप में तो इसका मतलब है कच्चे माल के मध्य खंड में आने से पहले कुछ मूल्यवर्धन है जो संयंत्र विनिर्माण संचालन है परंपरागत रूप से कच्चा माल चाहे पैकेज अनपैक किया गया हो जैसे कि लौह अयस्क अनपैक्ड या कोयले के रूप में अनपैकेजेड या पूर्व तैयार या प्रीप्रोसेस्ड पैकेज्ड इनपुट जैसे स्पंज पैलेट आदि दोनों प्रकार ऑपरेशन प्लांट में प्रवाहित होते हैं और फिर उन्हें विभिन्न विनिर्माण चरणों के माध्यम से संसाधित किया जाता है और हम उत्पाद बनाते हैं ये उत्पाद वे हैं जिन्हें हम एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जल्दी चलने वाले उपभोक्ता सामान जैसे टूथपेस्ट या साबुन कहते हैं वे औद्योगिक उत्पाद हो सकते हैं या वे व्यवसायों के लिए या कंप्यूटर जैसे व्यावसायिक उपयोग के लिए आवश्यक उत्पाद हो सकते हैं और फिर उन्हें उपभोक्ता तक सीधे या वितरण के विभिन्न प्रकारों के माध्यम से ले जाया जाता है यह आर्थिक प्रणाली के माध्यम से माल और उत्पादों का पारंपरिक प्रवाह है तो बाएं हाथ के लेन देन को हम अक्सर उन्हें व्यापार से व्यापार B2Bbusiness to business कहते हैं क्योंकि यह अभी भी एक विनिर्माण प्रक्रिया के इनपुट के रूप में काम कर रहा है लेकिन विनिर्माण प्रक्रिया के बाद औद्योगिक प्रणालियों के बाद आउटपुट के रूप में वे बाजार के माध्यम से उपभोक्ता के पास जाते हैं और हम इसे बिजनेस से उपभोक्ता B2C business to consumer की धारा के रूप में कहते हैं पिछले कई दशकों में तेजी से प्रवाह क्षमता थ्रूपुट पर ध्यान केंद्रित किया गया है व्यापार को तेजी से करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है एक ही प्रणाली एक ही संसाधन या समान अचल संपत्ति के सेट मशीनों के समान सेट और अन्य बुनियादी ढाँचे के साथ अधिक उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया है इसलिए तंगघनिष्ठ मूल्य एकीकरण टाइटर वैल्यू इंटीग्रेशन विभिन्न विभागों के बीच घनिष्ठ सहयोगपर ध्यान केंद्रित किया गया था लेकिन फिर भी इसने पिछले कुछ दशकों में दुनिया के औद्योगिक उत्पादन में काफी वृद्धि की है व्यापारिक वेग जैसा कि इसे गति कहा जाता है और हमारे पास विभिन्न प्रकार के सामान और गैजेट्स हैं जो बाजार में हैं लेकिन अब हमें एक चिंता है कि हम प्रकृति से अधिक कच्चे माल लेते हैं उन्हें संसाधित करते हैं सभी प्रकार के सामान सभी प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करते हैं या हम एक अस्थायी आनंद के लिए निर्माण करते हैं जो एक स्थायी समस्या हैं या हम अधिक से अधिक सामान बनाने की प्रक्रिया में हैं अधिक से अधिक बकवास और अपशिष्ट पैदा करते हैं और अक्सर विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक कचरे गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे जैसी एक बेकार समस्या पैदा करते है तो यह मूल्य श्रृंखला जो आपके सामने है आपको इस मूल्य श्रृंखला की एक विशेषता पर ध्यान देना होगा यह है कि प्रत्येक चरण में स्वामित्व का हस्तांतरण ट्रांसफर आफ ओनरशिप होता है कोयले की आपूर्ति या लौह अयस्क के आपूर्तिकर्ता स्टील का उत्पादन करने वाले संयंत्र और मूल्य श्रृंखला में उन लोगों के ट्रांसफर आफ ओनरशिप करेंगे जब स्टील निर्माता स्टेनलेस स्टील की सपाट भूमिका का उत्पादन करता है तो वे तब रसोई के उपकरण या लोगों द्वारा उपयोग किए जाएंगे अन्य सामान का निर्माण करेंगे लेकिन हर स्तर पर स्वामित्व ओनरशिप में बदलाव होगा नया प्रतिमान हालांकि मूल्य श्रृंखला के इस पूरे मुद्दे को थोड़ा अलग ढंग से देखता है प्रारंभ में यह अवधारणा एक उत्खनन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के और निर्माण मशीनरी जैसे उद्योगों से आई थी जब आप एक बड़े संयंत्र का निर्माण कर रहे हैं या एक बड़े आवासीय परिसर का निर्माण कर रहे हैं अब इन मामलों में पुरानी अर्थव्यवस्था में मशीनों को खरीदा गया था इसलिए मशीन निर्माता से ठेकेदार तक या नए संयंत्र का निर्माण करने वाले कारखाने प्रणाली में स्वामित्व का हस्तांतरण ट्रांसफर आफ ओनरशिप होता था निर्माण की अवधि के अंत में जब सभी इमारतों को बनाया गया था सभी संयंत्र संरचनाएं की गई थीं इन मशीनों का कोई और उपयोग नहीं था और देश भर के विभिन्न संयंत्रों में विभिन्न आवासीय बड़े आवासीय परिसरों में आप पाएंगे कि एक कोने में पुरानी मशीनों का एक बड़ा ढेर है जो किसी भी उत्पादक उपयोग के लिए नहीं जो जंग खा रहे हैं और समय के साथ वे एक कबाड़ के ढेर बन जाते हैं और बिक जाते हैं अक्सर आपको उन्हें अपनी साइट से हटाने के लिए भुगतान करना पड़ता है कुछ प्रतिस्पर्धी दबावों के तहत पृथ्वी पर चलने वाली मशीनरी के मैन्युफैक्चरर एक सरल लेकिन अभिनव और किसी तरह से दूरगामी प्रभाव का एक समाधान लेकर आए उन्होंने सोचा कि ग्राहक उस मशीन पृथ्वी चलती मशीन अर्थ मूविंग मशीन में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता है ग्राहक उस मशीन द्वारा प्रदान किए गए समाधान में रुचि रखते हैं जो संयंत्र या भवन के लिए नींव बनाने के लिए पृथ्वी से खुदाई कर रहा है l इसलिए वे एक नए व्यवसाय के प्रस्ताव के साथ आए कि मशीन की खरीद की अब आवश्यकता नहीं थी बल्कि खुदाई करने वाले मैन्युफैक्चरर पृथ्वी से चलने वाले मशीनरी मैन्युफैक्चरर ने पृथ्वी को हटाने के संदर्भ में एक समाधान की पेशकश की जो प्रति टन प्रति घंटे के आधार पर पृथ्वी की खुदाई या मलबे या मिट्टी के कुल टन भार या एक निश्चित समय में एक नींव संरचना का निर्माण करे इसलिए हटाए जाने वाली सामग्री जमीन को साफ करने के लिए एक लक्षित समय अवधि में बनाई जाने वाली नींव वह समाधान था जिसकी ग्राहक तलाश कर रहा था और वह समाधान था जो पेश किया गया था इसलिए उत्खनन मशीन की बिक्री उत्खनन मशीन को एक उत्पाद के रूप में उत्खनन सेवा द्वारा बदल दिया गया तो यह वही था जिसे सेवा या सेवाकरण कहा जाता था अब इसका क्या फायदा था लाभ यह था कि नौकरी के अंत में मशीन अब संयंत्र के एक कोने में जंग नहीं खा रही थी परियोजना के अंत में जब नींव बनाई गई थी तो पृथ्वी को हटा दिया गया था मशीन को मशीन सप्लायर ने रीकंडीशन रिमैन्युफैक्चर्ड कर फिर से तैयार किया और एक अन्य साइट का पुन उपयोग किया यदि मशीन खरीदी गई थी तो एक सेकंड हैंड मशीन को बेचना या एक तरह से सेकंड हैंड खुदाई मशीन खरीदना से विभिन्न प्रकार की कानूनी और व्यावसायिक समस्याएं हो सकती हैं लेकिन इस मामले में ग्राहक समाधान प्राप्त कर रहा था कि इतने हफ्तों में पृथ्वी के इतने सारे टन निकाले जाने थे ग्राहक को अब परेशान नहीं होना था कि यह नई मशीन के साथ किया गया था या सेकंड हैंड मशीन के साथ इसलिए उचित रखरखाव और मरम्मत के साथ मशीन को बार बार पुन उपयोग किया जा सकता है ई कबाड़ ढेर दूर जंग नहीं खा रहा था और समाधान ग्राहक की संतुष्टि के लिए था जो नींव के आधार की तलाश कर रहा था पृथ्वी को हटाने की तलाश कर रहा था और जरूरी नहीं कि पृथ्वी को हटाने की मशीन को यह संक्षेप में है जिसे हम उत्पाद सेवा मॉडल कहते हैं एक उत्पाद है एक मशीन है लेकिन ग्राहक जो खरीद रहा है वह सेवा के रूप में अंतिम समाधान है प्रति टन प्रति घंटे उपयोग की इकाइयों के अनुसार भुगतान करना तो मूल्य का आदान प्रदान समाधान और सेवा के आधार पर हो रहा है न कि ट्रांसफर आफ ओनरशिप के आधार पर इस मॉडल ने अब हमारी अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को अनुमति दी है और यह कहा जा रहा है कि पुन उपयोग पर आधारित पुन निर्माण पर आधारित यह मॉडल है या पुनर्मूल्यांकन प्रकृति से पहले के मॉडल की तुलना में कहीं बेहतर मॉडल है जो सामान बनाता है और अंततः कचरे के ढेर को बढ़ाता है यदि आप इस नए मॉडल में देखते हैं तो हमारे पास प्रकृति से स्थायी सोर्सिंग है वहां पहले की आपूर्ति श्रृंखला होगी लेकिन अब उनके पास ग्रीन सप्लाई चेन होगी बीच में पारंपरिक व्यावसायिक कार्य होंगे लेकिन समाधान को सह मूल्य ट्रांसफर आफ ओनरशिप पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ग्राहक को सह समाधान में शामिल करके हम अब समाधान के आधार पर मूल्य विनिमय करते हैं नतीजतन हम देखते हैं कि यह मॉडल अब विभिन्न पारंपरिक प्रकाश उद्योगों के साथ साथ भारी उद्योगों या पेशेवर उद्योगों के विभिन्न तरीकों से उपलब्ध है तो आपको एक वॉशिंग मशीन खरीदने की ज़रूरत है हमारे पास एक अच्छी संगठित लॉन्ड्रोमैट सेवाएं हो सकती हैं लेकिन उपयोग के आधार पर लोग अपने करीबी से धुले हुए कपड़े प्राप्त कर सकते हैं विभिन्न देशों में आज मोटर वाहनों के निजी स्वामित्व को प्रोत्साहित करने के बजाय जिनके प्रभावों की संख्या पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव है पूल उपयोग कारों के साझा उपयोग पर जोर बढ़ रहा है यदि आपके पास एक कार है तो जब भी आपको आवश्यकता होती है आप कॉल करते हैं तो आप शायद कार रखने की आवश्यकता महसूस नहीं करेंगे जब तक आप वास्तव में कार ड्राइविंग के पेशे में हैं या यह आपका शौक है लेकिन सबसे व्यावहारिक मामले तब यह मूल्य विनिमय के उपयोग के आधार पर प्रति यूनिट के आधार पर हो सकता है पहले से ही विमान के इंजन में यह एकमात्र व्यवसाय मॉडल है यह अब उपलब्ध है क्योंकि विमान के इंजन को प्रवाहित होने के लिए माइलेज के आधार पर प्रदान किया जाता है और इसलिए इंजन इंजन की मरम्मत प्रतिस्थापन के साथ कोई समस्या है इंजन आपूर्तिकर्ता उड़ान मालिक एयरलाइन सेवा के मालिक द्वारा उन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है उन्हें इंजन के मालिक होने और बनाए रखने के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसी तरह घंटे के हिसाब से बिजली आज भी बहुत ही मान्य व्यवसाय मॉडल है यह न केवल हमारी रोजमर्रा की बिजली का नियमित उपयोग है जहां हम किलोवाट घंटे की खपत का उपयोग कर रहे हैं लेकिन बिजली के विभिन्न औद्योगिक उपयोग हैं जहां इसे घंटे के हिसाब से बेचा जाता है और अंतिम रूप से आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि फोटो कॉपी सेवा अब फोटोकॉपीअरों के बजाय खरीद का आदर्श है तो फोटोकॉपी करने वाली मशीनें ग्राहकों के परिसर में आपूर्ति की जाती हैं ग्राहकको बनाई गई प्रतियों की संख्या के आधार पर भुगतान करता है इसका मतलब है कि खपत की जाने वाली सेवा इकाइयों की संख्या और फोटोकॉपी मशीन आपूर्तिकर्ता की संपत्ति बनी हुई है और जीवन के एक निश्चित समय के बाद वे इसे लेते हैं वे इसे फिर से तैयार करते हैं और इसका पुन उपयोग करते हैं और मूल्य प्रदान किया जाता है इसलिए आज के मॉड्यूल के अंत में मैं आपको कुछ विचारों के साथ छोड़ता हूं आप इसे मंच में असाइनमेंट के रूप में भागीदारी कर सकते हैं इसलिए मैं प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के इन नए रूपों पर आपकी चर्चाओं का इंतजार करूंगा कि यह किस हद तक हमें ग्राहक के करीब लाने में मदद करता है यह भुगतान के प्रति ग्राहक को प्रदान किए गए कुल मूल्य को कैसे सुधारता है और कुल मिलाकर मैं इस उत्पाद सेवा प्रणाली के बारे में आपके प्रतिस्पर्धा के लिए एक नए तर्क के रूप में और व्यवसाय के संचालन के लिए आपके विचारों को सुनना चाहूँगा